आप सब छात्रों का स्वागत है तो हम पिछली कक्षा में इष्टतम क्रेडिट नीति के बारे में बात कर रहे थे हमने अभी अभी इष्टतम क्रेडिट नीति के बारे में बात करना शुरू किया है मेरा यह मानना है कि प्रत्येक फर्म के पास क्रेडिट सिस्टम होना चाहिए जो अपने उत्पाद को क्रेडिट में बाजार में बेच सके लेकिन वह निवेश न तो बहुत कम होना चाहिए और न ही बहुत अधिक होना चाहिए ताकि यह प्रबंधनीय नियंत्रणीय और यह फर्म के लिए लाभदायक रहे इसलिए अब यहां एक मिलियन डॉलर का सवाल है कि सही क्रेडिट पॉलिसी को कैसे तय किया जाए तो इष्टतम क्रेडिट पॉलिसी तय करने के लिए पहले हमारा यह समझना जरूरी है कि इष्टतम क्रेडिट पॉलिसी क्या है इष्टतम क्रेडिट पॉलिसी वह है जो फर्मों के मूल्य को अधिकतम करती है या जो फर्मों के मूल्य के अधिकतम करण में योगदान करती है हमने क्रेडिट नीति परिवर्तन विश्लेषण में देखा है कि जब हम क्रेडिट नीति को बदलते है क्रेडिट नीति को शिथिल करते है हर बार जब हमने देखा कि बदलाव अगर कम समय के लिए है या लंबे समय के लिए सीमांत लाभप्रदता को सीमांत लागत से हमेशा ज्यादा होना चाहिए इसलिए यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से प्राप्त क्रेडिट है अधिकतम क्रेडिट नीति विश्लेषण का निर्णय लेते समय वृद्धिशील विश्लेषण का भी उपयोग किया जा सकता है और वृद्धिशील क्रेडिट विश्लेषण के तहत हमें उस निवेश पर प्रतिफल की वृद्धिशील दर की गणना करनी होगी जो कि निवेश के वित्त की वृद्धिशील लागत के बराबर या अधिक है जो कि निवेश की वापसी की अंतिम वृद्धिशील दर के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए निवेश को वित्त देने के लिए उपयोग की जाने वाली धनराशि की लागत अगर कोई लाभ नहीं दे रही है तो कम से कम उससे कोई नुकसान भी नहीं होना चाहिए इसलिए हमें निवेश की लागत को पुनर्प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए यहांकुल लागत में यह निम्न लागत शामिल है वह है निवेश के लागत खराब ऋण घाटे और संग्रह लागत भले ही आप लागत को ठीक करने में सक्षम हों और लाभ उस लागत के बराबर हो फिर भी हम क्रेडिट पर बेचने के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि इस तरह से तत्काल लाभप्रदता नहीं होती है लेकिन क्रेडिट पर बेचने के उत्पादों द्वारा भी प्रभाव बहुत देर तक रहता है लेकिन अगर उप उत्पाद के मूल अधिक हो तो वह भी बाजार हिस्सेदारी में उपस्थिति स्वचालित रूप के मूल्य को बढ़ाकर फर्म के मूल्य को बढ़ाने में योगदान देती है इसलिए यहां हमें जो करना है वह यह है कि वृद्धिशील विश्लेषण की अवधारणा का उपयोग करना है ताकि अगर हम पहले से ही क्रेडिट पर बेच रहे हैं औरउस क्रेडिट का विस्तार करना चाहते हैं तो कितना अतिरिक्त करना चाहते हैं वेतन वृद्धि कितना प्रतिफल है वर्तमान स्तर की तुलना में क्रेडिट पर अधिक बिक्री की लागत कितनी है और फिर आखिरकार हम एक निर्णय पर पहुँचेंगे इसके अतिरिक्त ऐसी भी स्थिति हो सकती है जहां पर हम अभी क्रेडिट पर नहीं बेच रहे हैं हम सब कुछ नकद पर बेच रहे हैं लेकिन हम क्रेडिट पर बेचने के बारे में सोच रहे हैं इसलिए यदि हम क्रेडिट बिक्री शुरू करना चाहते हैं तो हमें वृद्धिशील विश्लेषण की मदद लेनी होगी और वहां हमें वापसी की IROR वृद्धिशील दर की गणना करनी होगी वापसी की वृद्धिशील दर की गणना करने के लिए हमें दो चीजों की मदद चाहिए उनमें से एक है वृद्धिशील परिचालन लाभ है वृद्धिशील निवेश कितना आवश्यक है और बढ़ी हुई क्रेडिट बिक्री की कुल लागत पर विचार करने के बाद वृद्धिशील परिचालन लाभ कितना होगा इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमे IROR की गणना करनी होगी जो कि वापसी का एक वृद्धिशील दर है एक बार जब गणना की जाती है तो इसका मतलब है कि हमें 4 काम करने होंगे पहला यह है कि वृद्धिशील लाभ का वृद्धिशील आकलन कितना ज्यादा लाभ दे रहा है दूसरा प्राप्तियों में वृद्धिशील निवेश का आकलन मे और कितने अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है अतिरिक्त लाभ कितना है कितना अतिरिक्त लाभ है और फिर हमें इन दोनों की तुलना करनी होगी और वापसी की वृद्धिशील दर की गणना करनी होगी यानी निवेश पर प्रति लाभ दर की वापसी दर और फिर वापसी की आवश्यक दर के साथ वेतन वृद्धि की तुलना करनी होगी वापसी की दो दरें हैं रिटर्न की दर क्या है वापसी के दर वह है जो बढ़ी हुई बिक्री से उपलब्ध होते हैं और जोकि बाजार की स्थिति के कारण उपलब्ध होते है इन दरो की सहायता से हम नकद पर बेच रहे चीजों की कीमत की गणना कर सकते हैं यदि आप क्रेडिट पर बेच रहे हैं तो हमें स्पष्ट रूप इसके रिटर्न दर की गणना करनी होगी बढ़ी हुई कीमत पर बेचते है तो जिस कीमत पर हम चार्ज कर रहे हैं वह बाजार द्वारा निर्धारित की जाएगी यहां तक कि खराब ऋण नुकसान बाहरी कारकों के व्यवहार पर भी निर्भर करेगा जो कि एक खरीददार और वितरण के चैनल हैं तो इसका अर्थ है कि अंततः उपलब्ध लाभ उपलब्ध लागत या बढ़ी हुई लागत और रिटर्न की वृद्धिशील दर की गणना करने में हमारी मदद करेगा जो कि बढ़ी हुई बिक्री की प्रक्रिया के रूप में इस सब से उपलब्ध है और फिर हमारी वापसी की आवश्यक दर क्या है उसकी भी गणना करने में हमारी मदद करेगा तो यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप वापसी की आवश्यक दर की गणना करते हैं तो हमें चीजों पर लगाए गए सही चार्ज का ज्ञान होता है यह वापसी की आवश्यक दर क्या है कुछ लोग कहते हैं कि यह पूंजी की लागत से कम से कम कुछ परसेंट अधिक होनी चाहिए जैसा कि हमने पिछले उदाहरण में देखा है दीर्घकालिक ऋण नीति के मामले में पूंजी की अवसर लागत कितनी थी यह 20 थी लेकिन मैं यहां कहता हूं या शायद कुछ अन्य विशेषज्ञ यह भी देखते हैं कि रिटर्न की आवश्यक दर केवल पूंजी की लागत नहीं होनी चाहिए यह उससे अधिक होना चाहिए क्योंकि जब हम किसी भी फॉर्म में पूंजी निवेश करते हैं हम वहां एक प्रकार का जोखिम उठाते है जिसका हमें बड़े हुए क्रेडिट के रूप में रिटर्न मिलना चाहिए यानी जब हम कोई प्रीमियम भेजते हैं तो हम जोखिम भी उठाते है इसलिए यदि मुझे अपनी निवेश पूंजी की अवसर लागत ही मिले और जो मैं जोखिम उठा रहा हूं उसके लिए मुझे कोई प्रीमियम ना मिले तो मुझे अपने उत्पादन को क्रेडिट पर बेचने का जोखिम क्यों उठाना चाहिए ताकि मैं निरंतर इस डर में रहूं कि मेरे उत्पादन की बिक्री एकत्र की जाएगी या इसका कुछ भाग खराब उत्पादन में परिवर्तन हो जाएगा जिससे मैं बाजार में बिक्री के अवसर को खो दूंगा और मुझे कोई भी लाभ नहीं मिलेगा यह एक प्रकार का जोखिम है जो हर बार क्रेडिट पर बेचने पर हमें उठाना पड़ता है तो हमारा रिटर्न सिर्फ लागत पूंजी नहीं होनी चाहिए बल्कि से अधिक होना चाहिए उदाहरण के लिए कहें कि पूंजी की लागत 20 है और जोखिम उठाने के लिए प्रीमियम 2 परसेंट है इसलिए मेरी वापसी की आवश्यक दर 22 हो जाएगी इसलिए इस मामले में जब हम रिटर्न की आवश्यक दर के साथ वापसी की वृद्धिशील दर की तुलना कर रहे हैं ताकि रिटर्न की वृद्धिशील दर जो कि व्यवसाय से क्रेडिट पर बेचकर उपलब्ध हो की तुलना आवश्यक दर से होनी चाहिए वापसी और वापसी की आवश्यक दर केवल पूँजी की अवसर लागत नहीं होनी चाहिए साथ ही हम जो जोखिम लेने जा रहे हैं उसके लिए कुछ प्रीमियम भी मिलना चाहिए इसलिए यदि अवसर की लागत 20 है तो प्रीमियम कम से कम 2 होना चाहिए जो कि जोखिम के लिए प्रतिफल है उदाहरण के लिए कहें कि यदि हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं हम शून्य जोखिम लेने वाले हैं तो हमारे पास जो अधिशेष निवेश पूँजी है हम उसे लेकर बैंक में जमा करते हैं जहां हम किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम यह जानते हैं कि हमारा निवेश पूँजी बैंक के तिजोरी में सुरक्षित है और हमें अपनी निवेश पूँजी पर कुछ ना कुछ न्यूनतम प्रतिफल मिल जाएगा और अगर यह आज के परिदृश्य में फिक्स्ड डिपॉजिट है तो 6 और अगर यह बचत जमा है तो 3 न्यूनतम प्राप्त होगा और वह भी बिना कोई जोखिम उठाए लेकिन अगर हम अधिक रिटर्न अर्जित करना चाहते हैं तो हमें बैंक में धन का निवेश नहीं करना चाहिए बल्कि ऐसे स्थानों पर निवेश करना चाहिए जहां जोखिम है मगर रिटर्न भी ज्यादा है जैसे शेयर बाजार रियल एस्टेट और कुछ अन्य जोखिम निवेश के साधन इसलिए अगर लोग शेयर बाजार में जाकर या रियल एस्टेट में धन का निवेश करके अतिरिक्त जोखिम उठा रहे हैं यह लोग बाहर निवेश इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने निवेश पर उच्च दर कमा सकें बैंक में निवेश करने पर कोई जोखिम नहीं है तो वहीं पर रिटर्न भी कम है अगर हम जोखिम उठा रहे हैं तो उसका मुआवजा स्वरूप हमें उच्च प्रीमियम मिलना चाहिए इसलिए मुझे बैंक का फिक्स डिपाजिट 6 नहीं चाहिए बल्कि यह कहीं 6 प्लस 6 होना चाहिए जो अवसर की बचत के लिए 6 है या वे पूंजी की लागत हो सकती है जो अन्य वैकल्पिक निवेशों से उपलब्ध होता है और 6 न्यूनतम जोखिम होना चाहिए जो कि मैं स्टॉक मार्केट में या रियल स्टेट में निवेश करके उठाऊंगा यहां भी ऐसा ही है जब फॉर्म अपने अधिशेष निधि को क्रेडिट में बिक्री करती है तो वहएक प्रकार का जोखिम उठा रही है तो क्या इस जोखिम के लिए उसे अपने निवेश पूंजी पर अधिक प्रीमियम नहीं मिलना चाहिए पूंजी की अवसर लागत एक सुरक्षित निवेश अधिकार है लेकिन क्रेडिट बिक्री में वे विभिन्न प्रकार के जोखिम उठा रहे हैं उनका कहना है कि खराब ऋण घाटे से प्रतिबिंब लागत में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है तो इसके लिए प्रीमियम क्यों नहीं हमें जो कि प्रीमियम मिलेगा उसे अवसर लागत में जोड़ना होगा और फिर वह कुल पूँजी की लागत बन जाएगी और साथ ही प्रीमियम जोखिम वापसी की आवश्यक दर बन जाएगी और रिटर्न की दर को वापसी की वृद्धिशील दर के साथ तुलना की जाएगी जो कि प्राप्तियों में अतिरिक्त निवेश वृद्धिशील निवेश है और इससे मिलने वाले लाभ जो कि IROR की वृद्धिशील दर बन जाता है की तुलना RROR से की जानी चाहिए ताकि यदि IROR RROR के बराबर हो तो निर्णय लेने वाला पैरामीटर हाँ कह सकते हैं लेकिन अगर रिटर्न की वृद्धिशील दर वापसी की आवश्यक दर से कम है तो हमें उस तरह की क्रेडिट बिक्री में निवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि यह एक उचित निवेश अधिकार नहीं है प्रतिलोम कहा जाता है अंततः इष्टतम क्रेडिट नीति की मांग है कि फर्म को सावधानीपूर्वक क्रेडिट बिक्री में निवेश करना चाहिए इसलिए अंत में निवेश उत्पादक वह है जो नुकसान का प्रस्ताव नहींकराता निवेश उत्पादक उपयोगी है और यह समग्र फर्मों के मूल्य में वृद्धि करता है और यह केवल तभी होगा जब वापसी की वृद्धिशील दर जो इस निवेश से उपलब्ध होता है या जो आवश्यक रिटर्न दर के बराबर है वापसी की दर या ROR से अधिक से अधिक है तो इसका मतलब है कि इष्टतम क्रेडिट नीति तय करने के लिए हमें दो महत्वपूर्ण बातें जो है पहला वृद्धिशील लाभ और दूसरा वृद्धिशील निवेश पर ध्यान देना चाहिए पिछली कक्षा मे वृद्धिशील लाभ और वृद्धिशील निवेश की गणना कैसे की जाती है इसके बारे में चर्चा किया गया है जहां उदाहरण के तौर पर क्रेडिट नीति में बदलाव को अल्पकालिक दोनों लागत और प्राप्तियों के विक्रय मूल्य मूल्यांकन की गणना की जाएगी और फिर हमने लागत की गणना की और फिर हमने लागत की तुलना लाभ की वापसी के दर के साथ की और आखिरकार हमने तय किया कि हाँ लागत उपलब्ध लाभप्रदता की तुलना में बहुत कम है एक तरह से आप कह सकते हैं कि वेतन वृद्धि रिटर्न की दर रिटर्न की आवश्यकता से बहुत अधिक है तो इसका मतलब है कि हम क्रेडिट पॉलिसी को शिथिल करने के लिए कह सकते हैं यहां वर्तमान परिसंपत्तियों के इष्टतम स्तर को तय करने के मामले में भी समान मापदंडों का उपयोग किया जाएगा और हमारा निर्णय वृद्धिशील मुनाफ़े की गणना पर आधारित होगा आप वृद्धिशील निवेश की गणना करते हैंफलस्वरूप वृद्धिशील लागत इन दोनों की तुलना करता हैं फिर वापसी की आवश्यक दर के साथ वृद्धिशील दर की तुलना करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें क्रेडिट बिक्री में निवेश के लिए जाना चाहिए यहां निर्णय लेने का मापदंड एक ही होना चाहिए जो है आपका IROR RROR के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए तो फिर निवेश किया जा सकता है और प्राप्तियों को उस स्तर तक बनाया जा सकता है उस स्तर के बाद क्रेडिट बिक्री का निर्माण फर्म द्वारा फर्म की बैलेंस शीट में किया जा सकता है जहां समान वृद्धि की दर रिटर्न आवश्यक दर के बराबर या उससे अधिक है मुश्किल तब होता है जब वापसी की आवश्यक दर की तुलना में वापसी की वृद्धिशील दर कम होती जाती है वहां हमें क्रेडिट पर बिक्री बंद कर देनी चाहिए क्रेडिट पर बेचने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह से बेकार है और यह एक उचित प्रस्ताव नहीं है तो इस प्रकार हमने देखा इष्टतम क्रेडिट नीति कार्यशील पूंजी के एक छात्र के रूप में आपके लिए क्रेडिट जोखिम विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है यदि आप पेशेवर प्रबंधक हैं या यदि आप कल एक पेशेवर प्रबंधक बनना चाहते हैं और शायद यह संभव है कि आप जिस फर्म में काम कर रहे हैं उसमें शॉर्ट टर्म फंडों का प्रबंधन संभाल रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको क्रेडिट जोखिम विश्लेषण करना होगा ऐसी स्थिति हो सकती है जहां या तो आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हों जो बाजार में कर्ज़दार हो या जो बैंक में या आपूर्ति कर्ता के सामने कर्ज़दार हो या आप वर्तमान में ऐसी कंपनी में काम कर रही हो जो बाजार में कर्जदाता हो बाजार में अन्य आपूर्ति कर्ता या ऋण दाता हैं इसलिए दोनों तरह से यह क्रेडिट जोखिम विश्लेषण महत्वपूर्ण है अब हर निर्माण कंपनियों का क्रेडिट रिस्क विश्लेषण किया जाना चाहिए क्या वह कंपनी उधारकर्ता है तो ऋण दाता को उस विश्लेषण को करना होगा और यदि वे फिर से उधारकर्ता करते हैं तो वे स्वयं ही अपने लिए विश्लेषण कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि जब वे बाजार से धन उधार लेने जाएंगे तब निश्चित रूप से ऋण दाता कुछ प्रश्न पूछेंगे और वे प्रश्न क्रेडिट जोखिम विश्लेषण से संबंधित होंगे क्योंकि प्रत्येक ऋणदाता जो आपूर्तिकर्ता के रूप में या धन के रूप में किसी भी सामग्री को उधार देने जा रहा हैदोनों ही मामलों में वे अपने धन की सुरक्षा में रुचि रखते हैं इसलिए यदि उनके फंड सुरक्षित हैं उनकी बिक्री राशि सुरक्षित है और अंत में वे अपने फंड को वापस पा सकते हैं तो हर कोई उस निवेश में रुचि रखता है तो एक उधारकर्ता की क्षमता के रूप में या एक ऋण दाता की क्षमता के रूप में वित्त प्रबंधक के लिए दोनों तरीकों से यह विश्लेषण महत्वपूर्ण है यह विश्लेषण उपयोगी है इसलिए उन प्रबंधकों के लिए जो शॉर्ट टर्म फंड के प्रबंधन या कार्यशील पूँजी प्रबंधन के साथ काम कर रहे हैं इस क्रेडिट जोखिम विश्लेषण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पैरामीटर चार महत्वपूर्ण बातों पर आधारित है विश्लेषण के महत्वपूर्ण पहलू फर्म की संचालन संरचना फर्म की वित्तीय संरचना फर्म की प्रबंधकीय संरचना और औद्योगिक परिदृश्य हैं ये चार महत्वपूर्ण बातें हैं जो किसी भी व्यक्ति के दिमाग में स्पष्ट रूप से होनी चाहिए चाहे वह बाजार में उधारकर्ता है या वह बाजार में ऋण दाता है वह क्रेडिट जोखिम विश्लेषण के इन चार महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बहुत स्पष्ट ज्ञान रखने वाला होना चाहिए अब ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या है ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर एनालिसिस के तहत हम फर्म के ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर का विश्लेषण करने के लिए एक उदाहरण की मदद ले सकते हैं इससे पहले कि हम विश्लेषण के लिए जाएं मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि ऑपरेटिंग संरचना का विश्लेषण या संचालन प्रबंधन कैसे करें फर्म या संचालन संरचना के संचालन प्रबंधन का विश्लेषण कैसे करें इसके लिए मुझे अलग अलग अनुपातों में जाने से पहले थोड़ी चर्चा करनी होगी जो महत्वपूर्ण हैं फर्म के ऑपरेटिंग संरचना का अध्ययन करने के लिए विभिन्न अनुपात जब हम फर्म के संचालन संरचना के बारे में बात करते हैं तो यह समझ में आता है या उनके संचालन संरचना से अध्ययन किया जा सकता है कि हम फर्म के संचालन के बारे में बात कर रहे हैं और जब हम फर्म के संचालन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम विनिर्माण फर्म बारे में बात कर रहे हैं एक फर्म जो विनिर्माण से संबंधित है जब हमने शुरुआत में इस विषय पर चर्चा क्या था अगर आपको याद है कि मैंने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में बात करते समय आपको कुछ धारणाओ के बारे में बताया था हम एक विनिर्माण कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि केवल निर्माण कंपनी में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है सेवा क्षेत्र के संगठनों में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए यदि आप कार्यशील पूंजी प्रबंधन विश्लेषण के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम एक निर्माण कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं और जब आप निर्माण कंपनी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हाँ हम उस कंपनी के संचालन के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ तक फर्म के परिचालन संरचना का संबंध है तो इसका मतलब है कि एक विशेष मौलिक सुनहरा नियम है और वह यह है कि यदि फर्म का ऑपरेटिंग ढांचा अच्छा और मजबूत है लेकिन फर्म की वित्तीय संरचना खराब है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एक मजबूत संचालन संरचना कमजोर वित्तीय संरचना में सुधार ला सकती हैलेकिन अगर रिवर्स होता है तो यह है कि अगर किसी फर्म के पास कमजोर ऑपरेटिंग संरचना है लेकिन मजबूत वित्तीय संरचना है तो उस फर्म या उस फर्म में निवेश अत्यधिक जोखिम भरा होता है क्योंकि एक कमजोर ऑपरेटिंग संरचना मजबूत वित्तीय संरचना को दूर खा जाएगी और धीरे धीरे और लगातार फर्म बीमार संगठन बन जाएगी और मजबूत वित्तीय संरचना कमजोर आर्थिक संरचना बन जाएगी उनका संचालन पहले से ही कमजोर है और अगर वित्त भी कमजोर हो जाएगा तो अंततः अस्तित्व में बने रहने के लिए फर्म के लिए कोई मतलब नहीं है फर्म जल्द ही बंद हो जाएगी तो इसका अर्थ हमेशा यह है कि ऑपरेटिंग संरचना विश्लेषण और वित्तीय संरचना विश्लेषण के तहत हम दो विश्लेषणों के बारे में बात कर रहे हैं जो फर्म के संचालन ढांचे और फर्म की वित्तीय संरचना के बारे में हैं ऑपरेटिंग संरचना विश्लेषण के तहत अब हमें यह देखना है कि इस फर्म का संचालन बहुत बहुत मजबूत होना चाहिए तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप फर्म के संचालन को माप सकते हैं फर्म के संचालन का अर्थ है फर्म का संचालन ढाँचा और फर्म की वित्तीय संरचना का अध्ययन उसके लाभ और हानि खाते अन्यथा आय विवरण से किया जा सकता है जब आप आय विवरण तैयार करते हैं उदाहरण के लिए यहाँ यह आय विवरण है हमने यह कथन इस तरह तैयार किया है इसलिए हम इसे व्यापार और लाभ और हानि खाते के रूप में कहते हैं ट्रेडिंग खाता ऊपरी हिस्सा है और उसके बाद लाभ और हानि खाता शुरू होता है ट्रेडिंग खाते का उत्पादन सकल लाभ है जिसे जीपी के रूप में भी जाना जाता है ट्रेडिंग खाते के उत्पादन का लाभ और हानि खाते को एनपी के रूप में जाना जाता है जो शुद्ध लाभ है इसलिए जब आप ट्रेडिंग खाते को तैयार करते हैं तो आप डेबिट पक्ष में क्या लेते हैं हम प्रत्यक्ष सामग्री प्रत्यक्ष श्रम और अन्य ओवरहेड या प्रत्यक्ष ओवरहेड लेते हैं हम इस तरह से लिखते हैं कि प्रत्यक्ष सामग्री श्रम को प्रत्यक्ष करने के लिए ओवरहेड्स को निर्देशित करने के लिए और बिक्री पक्ष से हम क्या लेते हैं कम बिक्री रिटर्न और समापन स्टॉक इस प्रकार हम यहां पर कुल योग करते हैं और हम इस कुल को यहां डालते हैं हम दोनों पक्षों के कुल संतुलन को प्राप्त कर सकते हैं और इन दो योगों के बीच का अंतर सकल लाभ है या यह सकल नुकसान भी हो सकता है तो यह आपकी बिक्री है यह एक समापन स्टॉक है या यह सकल नुकसान हो सकता है यहाँ यह प्रत्यक्ष सामग्री प्रत्यक्ष श्रम ओवरहेड्स है और यह एक सकल लाभ है तो दोनों में से कोई एक सकल लाभ या सकल हानि होगी इसलिए यदि आप फर्म के संचालन ढांचे की ताकत देखना चाहते हैं तो आप बस उसके ट्रेडिंग खाते को देखते हैं क्योंकि ट्रेडिंग खाता फर्म के संचालन के बारे में बताता है इस खाते में आप देखते हैं कि हम क्या ले रहे हैं हम अधिकतम 5 चीजें ले रहे हैं एक क्रेडिट पक्ष पर बिक्री है और हम बाजार में कितना नहीं बेच पाए हैं जोकि उसका तय स्तर है जो समापन स्टॉक है तो कुल उत्पादन क्रेडिट पक्ष पर है और कुल इनपुट डेबिट पक्ष पर है तो फर्म ने सामग्री श्रम और ओवरहेड्स के संदर्भ में कितना इनपुट किया है जो स्पष्ट रूप से यहां दिया गया है फर्म कितना आउटपुट दे पाई है जो बिक्री और समापन स्टॉक है इसलिए तब यदि बिक्री के साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक कुल इनपुट से बड़ा है तो इसका मतलब है कि अंतर सकल लाभ है जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप इस सकल लाभ को यहां जीपी के रूप में लेते हैं जो सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष आय के द्वारा होती है और यहाँ इस पक्ष को आप अप्रत्यक्ष खर्च के लिए लेते हैं उदाहरण के लिए यहां हमने तय किया है कि जो बड़ा है वह कुल हो जाता है यहां हमें इसे फिर से पूरा करना होगा और फिर यह कर से पहले का शुद्ध लाभ बन जाएगा जिसे एनपीबीटी भी कहा जाता है तो यह कथन फर्म के संचालन ढांचे और फर्म की वित्तीय संरचना को समझने के लिए काफी हद तक पर्याप्त है ट्रेडिंग खाता फर्म के संचालन संरचना और लाभ और हानि खाते का प्रदर्शन कर रहा है जो कि आय विवरण का निचला हिस्सा है फर्म की वित्तीय संरचना का प्रदर्शन कर रहा है यदि फर्मर का संचालन ढांचा मजबूत है और वित्तीय संरचना कमजोर है उदाहरण के लिएआपको यहाँ सकल लाभ है लेकिन यहाँ जब आप नीचे आते हैं तो आपको कर से पहले शुद्ध लाभ नहीं होता है लेकिन आपको शुद्ध नुकसान होता है आपको यहां कोई नुकसान नहीं हुआ है इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है ट्रेडिंग खाते द्वारा दर्शाई गई फर्मों की संचालन संरचना मजबूत है लेकिन वित्तीय संरचना खराब है इसलिए लाभ और हानि खाता खो रहा है लेकिन इसके बारे में चिंता न करें क्योंकि आप क्रेडिट का विस्तार कर सकते हैं इस फर्म के लिए और आपका क्रेडिट सुरक्षित है लेकिन अगर आप किसी अन्य एजेंसी से क्रेडिट लेने के लिए जाना चाहते हैं तो आप अपने मामले को इस तरह समझा सकते हैं देखो मेरा ऑपरेटिंग ढाँचा बहुत मजबूत है वर्तमान में मेरा वित्तीय ढाँचा कमजोर है लेकिन मुझे यकीन है कि मजबूत संचालन संरचना मुझे अपने कमजोर वित्तीय ढांचे को सुधारने में मदद करेगी ऑपरेटिंग संरचना का अर्थ है मैं एक इनपुट के रूप में कितना निवेश कर रहा हूं और मेरा आउटपुट मेरे इनपुट से कितना अधिक है और क्या मैं सकल लाभ में हूं क्योंकि हम एक विनिर्माण चिंता फर्म हैं इसका मतलब है कि उत्पादन की चिंता का एक प्रमुख स्रोत उनके संचालन होना चाहिए यदि वे परिचालन से लाभ कमा रहे हैं लेकिन कुछ बहुत भारी वित्तीय संरचना के कारण ब्याज लागत बहुत अधिक है उदाहरण के लिए हम यहां कहते हैं कि ब्याज लागत बहुत अधिक है इसलिए आपके अप्रत्यक्ष व्यय बढ़ जाएंगे और उस स्थिति में यदि आपके अप्रत्यक्ष खर्च बढ़ रहे हैं तो वित्तीय संरचना बहुत भारी वित्तीय संरचना बन जाएगी इसलिए यहां अंत में हमें शुद्ध नुकसान होगा लेकिन मुझे यकीन है कि यह जीपी समय के साथ बेहतर होगा और मैं अपने वित्त का पुनर्गठन कर सकूंगा मैंने पिछले स्रोत से धनराशि उधार ली है जो बहुत बहुत महंगी हैं इसलिए इस वजह से कि मेरी वित्तीय संरचना बहुत बहुत भारी हो गई है पर मेरी परिचालन संरचना बहुत मजबूत है यही वजह है कि मैं अपने परिचालन से सकल लाभ कमा रहा हूं इसलिए यह मजबूत संचालन मुझे वित्तीय संरचना द्वारा पुनर्गठन में मदद करेगा मैं धन के अपने महंगे स्रोतों को धन के सस्ते स्रोतों से धीरे धीरे और लगातार बदलूंगा मैं अपनी वित्तीय लागत अप्रत्यक्ष खर्चों का प्रबंधन करूंगा और शायद मेरे अप्रत्यक्ष आय में भी सुधार होगा जिससे मेरी वित्तीय संरचना में भी सुधार होगा इसलिए ऋण दाता को भी देखा जाएगा और निर्णय लिया जाएगा कि उसके पास राजस्व का प्रमुख स्रोत है इस फर्म के संचालन मजबूत हैं क्योंकि ट्रेडिंग खाता एक बहुत बहुत मजबूत तस्वीर प्रदर्शित कर रहा है क्योंकि उनके पास सकल लाभ है इसके निचले हिस्से में देखे तो यह एक शुद्ध नुकसान बन गया है उदाहरण के लिए हम यह मान लें कि यह शुद्ध हानि नहीं है लेकिन यह कहें कि यह कर से पहले का शुद्ध लाभ है लेकिन यह बहुत ही महत्वहीन राशि है इसलिए हमको इस बात से डरना नहीं चाहिए कि कर से पहले हमारा शुद्ध लाभ बहुत कम है हमारी वित्तीय संरचना खराब है इसलिए हमें लगता है कि लोग उधार नहीं देंगे लेकिन यहां मामला ऐसा नहीं है लोगों को विनिर्माण चिंता व्यापार खाते और परिचालन संरचना को देखना चाहिए क्योंकि उनके राजस्व और लाभप्रदता का प्रमुख स्रोत संचालन से है क्योंकि इस मामले में हम एक वित्त कंपनी नहीं हैं इसलिए हमारे मुनाफ़े का प्रमुख स्रोत परिचालन से होना चाहिए क्योंकि सकल लाभ अधिक है इसलिए मुझे यकीन है कि मेरा कम शुद्ध लाभ है मैं अपने शुद्ध लाभ को महत्वपूर्ण रूप से उच्च शुद्ध लाभ में परिवर्तित करने में सक्षम होऊंगा इसलिए इसके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है और यदि रिवर्स मामला हुआ तो तरह यहां आने के दौरान हमें कर से पहले कोई शुद्ध घाटा नहीं बल्कि शुद्ध लाभ होता है हमें अब कर से पहले शुद्ध लाभ हुआ है तो इसका मतलब है कि आप इस मामले को देखेंगे परिचालन से सकल हानि होने के बावजूद फर्म कर से पहले शुद्ध लाभ की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है शुद्ध लाभ कहाँ से आया है यह शुद्ध लाभ अप्रत्यक्ष आय वाले स्रोत से आएगा और अप्रत्यक्ष आय उन जगहों से आती है जहां आपके पास अधिशेष निधि है और जिन्होंने बाजार में निवेश किया है इसलिए निवेश पर ब्याज हमारे अधिशेष निधि हैं दूसरे उदाहरण के लिए फर्म ने अपने अच्छे दिनों के दौरान इमारतों का निर्माण किया है और उन इमारतों को आज किराए पर दिया गया है तो इसका मतलब है कि किराया आय के रूप में आ रहा है आप देखते हैं यह फर्म विनिर्माण चिंता का विषय है यह फर्म वित्त कंपनी नहीं है इसलिए ब्याज आय को ऑपरेशन से कमाया जाने वाला आय के रूप में माना जाना चाहिए चूंकि यह कंपनी एक विनिर्माण चिंता का विषय है तो आज के लिए इसके द्वारा अर्जित ब्याज आय कल के लिए नहीं होगी फिर यह सकल नुकसान धीरे धीरे और लगातार इस निवेश को नीचे ले जाएगा हम रियल एस्टेट कारोबार में नहीं हैं हमें इमारतों का निर्माण करना है और उन्हें किराए पर देना है इसलिए हमारी आय का प्रमुख स्रोत इमारतों से आने वाले किराए से है हम एक विनिर्माण कंपनी हैं और लाभ का प्रमुख स्रोत हैं और राजस्व विनिर्माण कार्यों से होना चाहिए तो अगर यह मामला है कि ट्रेडिंग खाते के ऊपरी हिस्से में फर्म रिपोर्ट में नुकसान दिखा रही है और निचले हिस्से में फर्म लाभ की रिपोर्ट कर रही है तो उस स्थिति में यह फर्म बहुत ही खतरनाक स्थिति है लेकिन रिवर्स मामले में यदि ऊपरी भाग सकल लाभ दिखाता है और निचले हिस्से में कम लाभ या शुद्ध हानि होती है तो चिंता की कोई बात नहीं है यह एक बहुत अच्छी स्थिति है क्योंकि फर्म का संचालन ढांचा मजबूत है और मजबूत परिचालन संरचना कमजोर वित्तीय संरचना में भी सुधार करेगी और फर्म का उज्ज्वल भविष्य है दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यह जाँचना होगा कि कितना सकल लाभ होना चाहिए उदाहरण के लिए यदि आप इन दोनों पक्षों की तुलना करते हैं ये दोनों पक्ष कह रहे हैं कि हमारे पास एक तरफ बिक्री है और दूसरी तरफ खर्च के इनपुट हैं और दोनों पक्षों में चाहे आप आउटपुट के बारे में बात करते हैं या आप इनपुट के बारे में बात करते हैं दोनों प्रकृति में परिवर्तनशील हैं तो अगर आपके खर्च बढ़ेंगे तो आपकी सामग्री श्रम और ओवरहेड्स की लागत भी बढ़ जाएगी आपको अपनी बिक्री मूल्य में वृद्धि करके बाजार से उबरने में सक्षम होना चाहिए और फिर आंशिक रूप से बंद स्टॉक से भी जो कल बाजार में जाएगा उस स्थिति में सभी 5 आइटम परिवर्तनशील होते हैं या तो यह जीपी को इस तरह एक बढ़ते हुए रुझान को चित्रित करने में मदद करना चाहिए या कम से कम यह इस तरह एक टिकाऊ होना चाहिए जीपी का इस तरह से चलन नहीं होना चाहिए सकल लाभ होना चाहिए और यह स्थिर होना चाहिए या स्थिर रहना चाहिए आपको गिरावट की प्रवृत्ति का चित्रण नहीं करना चाहिए और यदि यह स्थिर है या बढ़ती प्रवृत्ति का चित्रण कर रहा है इसका मतलब है कि समय बीतने के साथ फर्म में सुधार हो रहा है यह अपने संचालन में सुधार कर रहा है यदि संचालन बहुत मजबूत हैं तो मजबूत परिचालन संरचना कमजोर वित्तीय संरचना में सुधार करेगी उदाहरण के लिए यहाँ सकल लाभ वर्षों से है यदि आप 345 या 10 वर्षों को पार करने का विश्लेषण करते हैं और हम देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में सकल लाभ कम हो रहा है तो फिर से यह एक बहुत ही गंभीर मामला है जिसका ध्यान रखना होगा यहां उनकी संचालन संरचनाएं कमजोर हो रही हैं और यह वित्तीय संरचना को कैसे प्रभावित करेगा मैंने पहले ही आपके साथ चर्चा की है तो फर्म के संचालन संरचना और फर्म की वित्तीय संरचना के बारे में सुनिश्चित रहे हमने अब तक कुछ पर चर्चा की है और कुछ तार्किक निष्कर्ष के साथ आने के लिए इस चर्चा को जारी रखना होगा और आगे की चर्चा जो हम अगली कक्षा में जारी रखेंगे फिलहाल मैं यहां रुकता हूं और मैं फिर से अगली कक्षा में आऊंगा मैं आपको ऑपरेटिंग संरचना विश्लेषण वित्तीय संरचना विश्लेषण महत्वपूर्ण अनुपात के बारे में सिखाऊंगा जिसका उपयोग ऑपरेटिंग संरचना और वित्तीय संरचना के साथ साथ प्रबंधकीय संरचना और फर्म के औद्योगिक परिदृश्य का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता यह सब हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद